पिछले व्याख्यान में इस मॉड्यूल में मैंने IIoT के लिए एनालिटिक्स का अवलोकन दिया था और इसमें मैं आपको मशीन लर्निंग का अवलोकन देने जा रहा हूं तो हम बात करने जा रहे हैं कि मशीन लर्निंग क्या है मशीन लर्निंग के विभिन्न प्रकार क्या है या इसके तरीके क्या हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं और इसके बाद मैं आपको कुछ अलग अलग लोकप्रिय तकनीकों के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा इसमें मैं आपको केवल मशीन लर्निंग का एक आरंभिक दृश्य देने जा रहा हूं हम मशीन लर्निंग के इन तरीकों में से किसी के विस्तार में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस पाठ्यक्रम का पूरा उद्देश्य सिर्फ आपको यह बताना है कि मशीन लर्निंग के साथ क्या किया जा सकता है जो IIoT के कुछ समस्याओं को हल करने के लिए लागू किया जा सकता है इसलिए इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य वास्तव में मशीन लर्निंग की गहराई में जाना नहीं है और यदि कोई दिलचस्पी रखता है और मशीन लर्निंग और इसके लिए अलग अलग तकनीकों का ज्ञान रखना चाहता है तो समर्पित पाठ्यक्रम हैं एनपीटीईएल में पाठ्यक्रम है जिसे मशीन लर्निंग की गहन समझ प्राप्त करने के लिए संदर्भित किया जा सकता है और मशीन लर्निंग के लिए अलग अलग कार्यप्रणाली जिसमें डीप लर्निंग एआई आदि शामिल हैं इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम बहुत उच्च स्तर पर होंगे और हम मशीन लर्निंग के बारे में सिर्फ एक विचार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या है ऐसी कौन सी व्यापक तकनीकें हैं जो मशीन लर्निंग में हैं वगैरह तो आइए हम पहले मशीन लर्निंग की बुनियादी बातों के विचारों को समझने का प्रयास करें तो यह मशीन क्या सीख रही है हम सभी ने आजकल मशीन लर्निंग के बारे में सुना है मशीन लर्निंग बहुत लोकप्रिय है मशीन लर्निंग का उपयोग एनालिटिक्स के लिए किया जा रहा है विश्लेषिकी IIoT औद्योगिक IoT अनुप्रयोगों के लिए बहुत आकर्षक है इसलिए मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो इस बारे में बात करती है कि मूल रूप से कुछ प्राकृतिक बुद्धिमत्ताओं की नकल कैसे की जाती है और विभिन्न कम्प्यूटेशनल उपकरणों की सहायता से विभिन्न कम्प्यूटेशनल उपकरणों की मदद से बुद्धिमत्ता का एक कृत्रिम परिदृश्य बनाया जाता है इसलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में संक्षेप में बताया है कि हमें पहले के व्याख्यान में इसका अवलोकन प्राप्त हुआ है और इसलिए मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है इसलिए मशीन लर्निंग इस बारे में बात करता है कि आप अतीत के अनुभव को कैसे समझने की कोशिश कर सकते हैं और भविष्य के लिए निर्णय लेने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए मशीन लर्निंग मूल रूप से मशीनों को पिछले अनुभव के आधार पर अलग अलग निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी बजाय इसके कि यह स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किया गया है जिसके आधार पर मशीन कार्य कर सकती है डेटा साइंस यह एक और शब्द है जो वर्तमान में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है तो हर कोई मशीन लर्निंग डेटा साइंस आदि पर बात कर रहा है इसलिए वे समग्र ज्ञान के संबंध में एक दूसरे को किस तरह से जोड़ते हैं गणित और कंप्यूटर विज्ञान जैसी शाखाओं के संबंध में मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का समग्र दायरा है तो मूल रूप से डेटा विज्ञान गणित कंप्यूटर विज्ञान और डोमेन विशेषज्ञता से ज्ञान को जोड़ता है तो यह इनमें से प्रत्येक डोमेन का ओवरलैप है यह इनमें से प्रत्येक से तकनीकों का उपयोग करता है यह सांख्यिकीय तकनीकों डेटा प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग की तकनीकों आदि का उपयोग करता है इसलिए हम डेटा विज्ञान को एक उच्च स्तर पर होने के बारे में सोच सकते हैं जो अभिसरण है जो मूल रूप से गणित कंप्यूटर विज्ञान और डोमेन विशेषज्ञता से ज्ञान के विषयों का मेल है तो यह मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की समग्र स्थिति है तो मशीन लर्निंग क्या है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अतीत के इतिहास पिछले ज्ञान आदि के आधार पर भविष्य में कुछ भविष्यवाणी करने के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरा विचार यह है कि आप पिछले डेटा का उपयोग करते हैं आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा डेटा का उपयोग करते हैं और फिर आप भविष्य के लिए भविष्यवाणियां करने या कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं ठीक है तो यह मशीन लर्निंग के पीछे का पूरा विचार है इसलिए मशीन लर्निंग में मूल रूप से आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह उस पिछले डेटा पर आधारित है जिसे आप भविष्य के लिए प्रश्नों का पूर्वानुमान या उत्तर देने के लिए उपयोग करेंगे इसलिए हमारे पास यह है कि हमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण डेटा सेट की आवश्यकता है जो मूल रूप से कुछ अवलोकन का डेटा होगा जो अतीत से लिए गए थे और अतीत के अनुभव के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं यही पूर्ण रूप से मशीन लर्निंग है तो यह मशीन लर्निंग का एक दृश्य है मशीन लर्निंग का एक लोकप्रिय दृश्य है मशीन लर्निंग के अलग अलग अन्य दृष्टिकोण भी हैं लेकिन भविष्य में भविष्यवाणियां करना कुछ ऐसा है जो मशीन लर्निंग के विषय में केंद्रीय है आप इन भविष्यवाणियों को कैसे बनाते हैं किस तरह का डेटा कितना डेटा डेटा की आवश्यकता होगी या नहीं इस तरह लोगों द्वारा पूछे जाने वाले अलग अलग प्रश्न हैं जो लोग मशीन सीखने के विभिन्न अनुसंधान विषयों पर काम कर रहे हैं वे इन सभी प्रकार के प्रश्नों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं तो मशीन लर्निंग का काम कैसे होता है इसलिए मशीन लर्निंग के लिए जो किया जाना चाहिए वह यह है कि आपको प्रशिक्षण डेटा की आवश्यकता है आपको किसी प्रकार के प्रशिक्षण डेटा की आवश्यकता है यह मूल रूप से उदाहरण के लिए पिछले ऐतिहासिक डेटा है जो लेबल या अनलेबल किए गए डेटा हैं और आप कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं जो इस डेटा को लेगा इस डेटा के आधार पर एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करेगा और कुछ मॉडल बनाएगा और कुछ मॉडल बनाएंगे और वे मॉडल महत्वपूर्ण हैं तो ये ज्ञात डेटा थे ये मॉडल जिन्हें प्रशिक्षित और बनाया गया है भविष्य में अज्ञात डेटा के लिए कुछ का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा यह अज्ञात डेटा है यह ज्ञात डेटा था तो ज्ञात डेटा के आधार पर बनाया गया यह निर्मित मॉडल नए इनपुट डेटा जो अज्ञात डेटा है इसके लिए भविष्यवाणियों को किया जाएगा तो मूल रूप से मशीन लर्निंग में यह भविष्यवाणी ऐसे की जाती है इसलिए अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हैं जिन्हें मोटे तौर पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है ये तीन मुख्य वर्गीकरण हैं जो बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड और रिइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि अर्ध सुपरवाइजड़ प्रकार की शिक्षा है तो हमारे पास अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसमें मशीन लर्निंग इस तरह से होती है डेटा के समान समूह हैं जिन्हें वर्गीकृत करना होगा इसलिए अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आप जो करने की कोशिश करते हैंआप डेटा के समान समूहों की पहचान करने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया को क्लस्टरिंग के रूप में जाना जाता है यह एक लोकप्रिय अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है क्लस्टरिंग एक लोकप्रिय अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तकनीक है और यह मूल रूप से आपको डेटा को समान समूहों में वर्गीकृत करने में मदद करता है तो डेटा का यह वर्गीकरण या पृथक्करण डेटा की आंतरिक संरचना के आधार पर अनलेबल्ड डेटा सेट पर किया जाता है और यहां मूल रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण अनलेबल्ड डेटा सेट सही है यह अनलेबल्ड डेटा सेट है जिस पर यह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कार्य करता है और यह विशिष्ट परिणाम को देखे बिना डेटा की आंतरिक संरचना पर आधारित है तो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के दो मुख्य वर्गीकरण हैं एक को हार्ड क्लस्टरिंग के रूप में जाना जाता है और दूसरे को सॉफ्ट क्लस्टरिंग के रूप में जाना जाता है मूल रूप से हार्ड क्लस्टरिंग यह अलग अलग समूहों में क्लस्टर बनाता है दूसरी ओर सॉफ्ट क्लस्टरिंग में क्लस्टर के ओवरलैप हो सकते हैं कुछ बिंदु दो या दो से अधिक समूहों में एक साथ हो सकते हैं जबकि हार्ड क्लस्टरिंग में ऐसा नहीं हो सकता है एल्गोरिदम लोकप्रिय एल्गोरिदम जैसे K मींस एक हार्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथ्म है जहां डेटा बिंदु पूरी तरह से किसी एक या अन्य क्लस्टर से संबंधित होंगे सॉफ्ट क्लस्टरिंग में फजी लॉजिक जैसी सॉफ्ट कंप्यूटिंग तकनीकों का उपयोग तेजी से वर्गीकरण तेज क्लस्टरिंग अत्यंत तेज क्लस्टरिंग के लिए किया जाता है लेकिन वर्गीकरण कठिन नहीं है और फ़ज़ी C मींस जैसी तकनीकें जो फ़ज़ी लॉजिक की अवधारणा पर आधारित हैं सॉफ्ट क्लस्टरिंग का एक उदाहरण है जहाँ डेटा पॉइंट्स कई क्लस्टर्स से संबंधित हो सकते हैं सही तो ये दो मुख्य तकनीकें हैं अब हम इस K मींस के बारे में बात करते हैं आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये K मींस क्या है आप जानते हैं भले ही मैं आपको इस आधे घंटे के पाठ्यक्रम में इन सभी अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक निश्चित विचार देने का इरादा नहीं करता लेकिन मुझे लगता है कि चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने और आपको इन बुनियादी एल्गोरिदम से प्रेरित करने के लिए यह पर्याप्त है K मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम मैं आपको थोड़ा सा विचार दे सकता हूं कि यह कैसे काम करता है तो K मींस एल्गोरिथ्म इस प्रकार से काम करता है तो K मींस मूल रूप से मान लीजिए आपके पास कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप वर्गीकृत करना चाहते हैं तो यह आपका X है और यह आपका Y है तो K कोई भी पूर्णांक है तो हम कहते हैं कि हम 2 मींस एल्गोरिथ्म के बारे में बात करेंगे तो 2 मींस का मतलब होगा कि हम दो समूहों दो केन्द्रक के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम दो सेंट्रोइड्स के साथ शुरू करेंगे जो शुरू में एंकर के साथ शुरू करने के लिए होगा ये शुरुआत करने वाले एंकर हैं और इसलिए आप इसके साथ शुरू करते हैं आप बेतरतीब ढंग से इन एंकरों बिंदुओं का चयन करते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर हम क्या करते हैं हम इनमें से प्रत्येक अंक 1 2 3 4 5 6 आदि को लेते हैं और हम इनमें से प्रत्येक अंक की इन एंकरों से निकटता को मापते हैं ये एंकर बीज की तरह होते हैं इसलिए हम इन बीजों या एंकरों के साथ शुरू करते हैं हम इन पॉइंट्स के प्रत्येक की इन प्रत्येक एंकरों से निकटता को इस 2 डी स्पेस में मापने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि अंत में हमें ऐसा कुछ मिलता है जैसे ये वृत्त हैं जो इस विशेष एंकर के करीब हैं जबकि ये क्रॉस निशान वे हैं जो इस विशेष एंकर या बीज के करीब हैं तो फिर अगले पास में ऐसा होगा और इस तरह से होंगे तो जो अनिवार्य रूप से हुआ है वह यह है कि केंद्रक के निकटता के आधार पर दो समूह बन जाते हैं तो दो अलग अलग समूहों बन जाते हैं फिर अगले चरण में आपको एक बार फिर से यह करने की आवश्यकता है जो भी हमने यहां किया है उसे एक बार फिर से करने की आवश्यकता है तो हमारे पास ये बिंदु थे हम फिर से इस तरह से एक केन्द्रक चुनते हैं हम ठीक वही काम करते हैं जो हमने किया है और हमें इसके माध्यम से बेहतर सेंट्रोइड मिलता है इसलिए हमारे पास नए सिरे से क्लस्टर मींस होंगे और उसके बाद हम डेटा बिंदुओं को फिर से बाटेंगे और हमें ये मिलेंगे यह क्रॉस वाले हमने पाँच अंकों के साथ शुरुआत की थी तो हमें एक और चाहिए और ऐसे ही यहां पर होता है हम उसी चीज़ को दोहराते हैं हम क्लस्टर केंद्रों में अपडेट करते हैं और हम इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और हम डेटा बिंदुओं को फिर से बांटते हैं और इस चरण को दोहराते हैं तो हम कब तक दोहराते हैं हम दो पास के लिए दोहराते हैं जब तक हम एक ही सेंट्रोइड प्राप्त नहीं करते हैं तो यह तब होगा जब यह एल्गोरिथम पूर्ण होगा यदि हम इस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं तो इसी या इसी तरह के केन्द्रक इस एल्गोरिथ्म के दो अलग अलग पास में मिल रहे हैं तो यह तब है जब यह एल्गोरिथ्म चलना बंद कर देगा तो मूल रूप से यह है कि यह K मींस क्लस्टरिंग कार्यों के लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तकनीक है तो इस तरह से कई अलग अलग प्रकार के अन्य एल्गोरिदम हैं जो वास्तव में हैं फजी में आपके पास इस तरह की कठिन क्लस्टरिंग नहीं है तो आपके पास कठिन क्लस्टरिंग नहीं है तो फ़ज़ी सी मीन्स या FCM में आप जो कर रहे हैं वह यह है कि क्योंकि यह फ़ज़ी लॉजिक पर आधारित है एक बिंदु दोनों समूहों में हो सकता है तो आपके पास कुछ प्रकार के सॉफ्ट विभाजन सॉफ्ट क्लस्टरिंग प्रकार के दृष्टिकोण FCM मैं हो सकते हैं और एक बिंदु कई समूहों में हो सकता हैं यहाँ के विपरीत जहाँ आपके पास निश्चित क्लस्टर्स हैं जिनसे एक बिंदु संबंधित है तो हम आगे बढ़ते हैं यह K मींस है जहाँ एक डेटा बिंदु केवल एक क्लस्टर से संबंधित हो सकता है जबकि फ़ज़ी सी मीन्स में एक डेटा पॉइंट एक से अधिक क्लस्टर से संबंधित हो सकता है K मींस एल्गोरिथ्म शुद्ध मशीन लर्निंग पर आधारित है जबकि फ़ज़ी सी मीन्स सॉफ्ट कंप्यूटिंग दृष्टिकोण फजी लॉजिक पर आधारित है तो इसीलिए इसे फ़ज़ी cमीन्स के नाम से जाना जाता है तो क्योंकि यह फजी लॉजिक पर आधारित है K मींस एल्गोरिथम की तुलना में FCM बेहद तेज है तो अगला है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथ्म तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथ्म में मुख्य रूप से हम डेटा सेटों के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं सेटों का वर्गीकरण लेबल डेटा सेट से मैपिंग फ़ंक्शन सीखकर किया जाता है तो सुपरवाइज्ड का मतलब है कि किसी प्रकार का लेबल डेटा सेट होना चाहिए और उस डेटा सेट के आधार पर आप कुछ वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं तो सुपरवाइज्ड लर्निंग आपको पता है कि एक तकनीक मूल रूप से वर्गीकृत करना है और दूसरा प्रतिगमन करना है इसलिए मूल रूप से वर्गीकरण तब होता है जब आउटपुट वेरिएबल एक श्रेणी है एक श्रेणी है जैसे लाल श्रेणी या नीली श्रेणी जबकि प्रतिगमन तब होता है जब आउटपुट वेरिएबल एक संख्या होती है जैसे कि डॉलर का मान या भार इत्यादि तो यह है कि यह प्रतिगमन या रैखिक प्रतिगमन कैसा दिखता है यह एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम् है जो X और Y मूल्यों से एक रेखीय फंक्शन सीखता है ताकि यह एक अज्ञात X के लिए Y की भविष्यवाणी कर सके तो यह कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि आप मूल रूप से फिट होने के लिए डेटा बिंदुओं का एक सेट देना चाहते हैं ताकि एक लाइन सबसे अच्छा फिट हो जाए तो यह रैखिक प्रतिगमन है तो हम सभी सांख्यिकी में भी सीख चुके हैं और यह सुपरवाइज्ड लर्निंग तकनीक है तो मूल रूप से यह लाइन यहाँ पर है तो Y B0 B1 e B0 यह इंटरसेप्ट है यहाँ Y इंटरसेप्ट B 1 मूल रूप से यह स्लोप है और e मूल रूप से त्रुटि है तो आपके पास रैखिक प्रतिगमन के लिए इस तरह का सबसे अच्छा फिट है वर्गीकरण तकनीकों के लिए डिसिशन ट्रीज काफी आम हैं और डिसिशन ट्रीज मूल रूप से जैसा कि चित्रित है यहां आप एक प्रकार का ट्री आधारित वर्गीकरण चला रहे हैं और ऐसा होने वाला है की इस पेड़ में दो अलग अलग प्रकार के नोड्स हैं और ये मूल रूप से निर्णय नोड्स और लीफ नोड्स हैं तो ये नोड्स सफेद रंग वाले हाल के नोड्स हैं और ये नोड्स लीफ नोड्स हैं और इसलिए यह मूल रूप से एक नोड है जिसका उपयोग कुछ मूल्य के आधार पर परीक्षण या निर्णय लेने के लिए किया जाएगा जबकि ये लीफ नोड्स एक उदाहरण का वर्गीकरण बताएंगे तो यह डिसिशन ट्री ऐसा दिखता है तो डिसिशन ट्री भी एक बहुत लोकप्रिय पर्यवेक्षित शिक्षण तकनीक है तीसरी श्रेणी रिइंफोर्समेंट लर्निंग की है तो यह मूल रूप से एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो मशीनों को एक विशिष्ट वातावरण के लिए आदर्श व्यवहारों को स्वचालित रूप से सीखकर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है इसलिए यह जिस तरह से आगे बढ़ता है वह ऐसा है कि हम इस एजेंट को दो अलग अलग इकाइयां देने जा रहे हैं जो सीखना चाहते हैं और यह वातावरण जिस पर या जिसके साथ यह एजेंट बातचीत करता है तो आम तौर पर होने जा रहा है एजेंट को पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखना है इसलिए एजेंट मूल रूप से पर्यावरण एजेंट के साथ बातचीत करके सीखता है कि यह नहीं जानता है कि सबसे अच्छी कार्रवाई क्या है जो इसे करना है तो यह इस तरह से शुरू होता है कि एजेंट पहले एक कार्रवाई करेगा और इस विशेष कार्रवाई के आधार पर यह वातावरण मूल रूप से या तो इनाम देने वाला है या उस चुने हुए कार्रवाई के लिए इस विशेष एजेंट को दंडित करने वाला है तो एक इनाम दंड तंत्र पर्यावरण से एजेंट के लिए एक प्रतिक्रिया वापस बहती है और उसमें परिवर्तन के बारे में भी जानकारी एजेंट को वापस दीया जाता है इसलिए इनाम पेनल्टी वैल्यू के आधार पर और स्थिति की जानकारी के आधार पर एजेंट अपना अगला चुनाव करता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है तो आप देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक लूप है तो यह है कि हमें में ध्यान रखना होगा कि एजेंट द्वारा चुने जाने वाले क्रिया का अगला कोर्स इन दोनों पर निर्भर होना होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके पास रिइंफोर्समेंट लर्निंग की क्षमता नहीं है इसलिए कभी कभी यह एक गलती है जो लोग करते हैं तो इसलिए आपको इनाम दंड और स्थिति की जानकारी के आधार पर कार्रवाई का अगला कदम चुनना होगा तो यह कुछ इस तरह है कि आपके पास किसी प्रकार का रोबोट या मानव है तो उसी तरह जिस तरह हम इंसान बातचीत के जरिए सीखते हैं एक रोबोट भी उसी तरह कर सकता है रोबोट को क्या चीज क्या है इस बात का पता बातचीत अवलोकन पर्यावरण से प्रतिक्रिया आदि से होता है इसलिए मूल रूप से रोबोट अवलोकन के माध्यम से पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकता है रोबोट को पता चल जाएगा कि यह आग है और यह पानी है तो यह रिइंफोर्समेंट लर्निंग वास्तव में ऐसे काम करने वाला है तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच क्या अंतर हैं तो चलिए पहले रिइंफोर्समेंट लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग देखते हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग में कोई बाहरी पर्यवेक्षक नहीं होता है जबकि सुपरवाइज्ड लर्निंग में कुछ बाहरी पर्यवेक्षक होते हैं जिन्हें पर्यावरण का ज्ञान होता है तो यह वह जगह है जहाँ यह प्रशिक्षण डेटा सेट उपयोगी हो जाता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एक इनाम दंड संरचना होती है क्योंकि पिछले ज्ञान के साथ बाहरी पर्यवेक्षक पहले से ही सुपरवाइज्ड लर्निंग में उपयोग किया जाता है आपको सुपरवाइज्ड कार्य में रिवॉर्ड फंक्शन की आवश्यकता नहीं है रिइंफोर्समेंट लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड के बीच तुलना रिइंफोर्समेंट लर्निंग में इनपुट और आउटपुट के बीच एक मैपिंग होता है जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऐसी कोई मैपिंग नहीं होती है रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट मूल रूप से संबंधित क्रियाओं के निरंतर फ़ीड बैक से एक ज्ञान ग्राफ बनाता है जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एजेंट अंतर्निहित पैटर्न पाता करता है क्योंकि यहां यह अलग है तो यह मूल रूप से अंतर्निहित पैटर्न को उजागर करने की कोशिश करता है तो यह सुदृढीकरण सीखने और अनुपयोगी सीखने के बीच का अंतर है इसलिए मूल रूप से रिइंफोर्समेंट लर्निंग में जो हो रहा है वह यह है कि मैं आपको रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एक सादृश्य दूंगा कि मान लीजिएआपके पास एक मशीन है आपके पास एक मशीन है और आपके पास यह वातावरण है इस वातावरण को हम एक शिक्षक की तरह सोच सकते हैं जबकि यह मशीन को हम एक छात्र की तरह सोच सकते हैं इसलिए मूल रूप से यह छात्र और शिक्षक के बीच सीखने का एक प्रकार का तंत्र है शुरू में छात्र को कुछ भी पता नहीं होता है शिक्षक जानता है मान लीजिए तो उस ज्ञान को छात्र को हस्तांतरित किया जाना चाहिए लेकिन छात्र को वह ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलेगा छात्र को प्रश्न पूछना होगा शिक्षक एक निश्चित अंक या जुर्माना मूल्य के साथ हां या नहीं कहेगा और उसके आधार पर छात्र विभिन्न विकल्पों को बनाते हुए बातचीत करता रहेगा छात्र कार्रवाई करता है शिक्षक एक रंग दिखाता है और शिक्षक पूछता है कि क्या यह सफेद है तो वह छात्र जो मूल रूप से यह नहीं जानता है कि सफेद काला अभी क्या है यह कहेगा कि यह शायद ग्रे है तो यह एक क्रिया चुनता है और तब शिक्षक को पता होगा कि नहीं यह ग्रे नहीं है लेकिन यह सफेद है तो शिक्षक मूल रूप से एक निश्चित दंड संभावना के साथ छात्र को दंडित करेगा और फिर उस पर आधारित छात्र फिर से एक विकल्प बनाने जा रहा है और फिर वह छात्र जो शिक्षक के साथ बातचीत करके धीरे धीरे सही मूल्य की ओर जा रहा है इसे क्यू लर्निंग भी कहा जाता है एक विशिष्ट रिइंफोर्समेंट लर्निंग का तंत्र है जिसे क्यू लर्निंग के रूप में जाना जाता है यह क्यू लर्निंग के साथ समग्र विचार और समानता है यह एक विशिष्ट प्रकार का रिइंफोर्समेंट लर्निंग का तरीका है और यह इसी तरह काम करता है तो IIoT के लिए अलग अलग मशीन लर्निंग की तकनीकें हैं इसलिए आप IIoT में मशीन लर्निंग का उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं मशीन लर्निंग के लाभों का उपयोग किया जा सकता है और IIoT को अधिक कुशल और उपयोगी बनाया जा सकता है विभिन्न उद्योगों जैसे कि स्वास्थ्य सेवा उद्योग खुदरा वित्त यात्रा सोशल मीडिया और कई अन्य मशीन लर्निंग के साथ IIoT का उपयोग करते हैं ताकि उनके उत्पादों और उनकी प्रक्रियाओं में सुधार हो सके तो कंपनी फाइजर जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र में है वे दवा की खोज के लिए आईबीएम वाटसन का उपयोग करते हैं वे दवा की खोज के लिए विभिन्न मशीन लर्निंग की तकनीक का उपयोग करते हैं एक अन्य कंपनी Genentech रोगियों के लिए वैयक्तिकृत उपचार प्रदान करती है जिसमें भी मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है वित्त में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए और मशीन लर्निंग की तकनीक के साथ केंद्रित खाता धारकों को लक्षित करने के लिए IIoT का उपयोग किया जा सकता है रिटेल मैं प्रोडक्ट की सिफारिश किसी भी सिफारिश के लिए सिफारिश करने वाले सिस्टम आदि मशीन लर्निंग पर बहुत अधिक आधारित होते हैं खुदरा क्षेत्र में उत्पाद की सिफारिश के लिए या ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए मशीन लर्निंग की तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यात्रा क्षेत्र में भी मशीन लर्निंग के साथ IIoT डायनेमिक प्राइस सेटअप के लिए ट्रिपिंग एडवाइजर के रूप में कार्य करने के लिए सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सोशल मीडिया के लिए फेसबुक अलग अलग चेहरों को टैग करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है और इसका हम में से अधिकांश ने पहले से ही अनुभव किया है इसलिए दृश्य के पीछे हम देखते हैं कि फेसबुक मूल रूप से इन टैगिंग में बहुत कुछ करता है लेकिन यह ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है जो एक लोकप्रिय मशीन लर्निंग की तकनीक है लिंक्डइन नौकरियों के सुझाव के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करता है थिंगवॉर्क्स प्लेटफॉर्म एक और उदाहरण है जो जटिल विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को करता है वास्तविक समय धारणा प्रदान करता है स्थिति की निगरानी की क्षमता प्रदान करता है विभिन्न मशीन लर्निंग की तकनीक की मदद से भविष्य कहनेवाला विश्लेषण और सिफारिश की क्षमता प्रदान करता है एक और कंपनी टौमेटिस वे तेल और गैस क्षेत्र में हैं वे वास्तविक समय डेटा पहुंचने और विसंगतियों की भविष्यवाणी करने में तेल और गैस इंजीनियरों की मदद करते हैं तो ये मशीन लर्निंग के उपयोग के कुछ उदाहरण हैं और अक्सर मशीन लर्निंग IIoT के साथ संयुक्त है तो यह वह जगह है जहाँ IIoT के साथ संयुक्त रूप से मशीन लर्निंग विभिन्न औद्योगिक सेटिंग्स और मशीन लर्निंग में उपयोगी हो सकती है जिसे हमने इस विशेष व्याख्यान में समझा है कि मशीन लर्निंग मोटे तौर पर तीन प्रकार की हो सकती है एक है सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड और रिइंफोर्समेंट लर्निंग और अलग अलग मशीन लर्निंग की अलग अलग तकनीकें भी हैं तो ये अलग अलग संदर्भों में से कुछ हैं जो आपको मशीन लर्निंग को थोड़ी अधिक गहराई से समझने में मदद कर सकते हैं यदि आप वास्तव में मशीन लर्निंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं तो आपको मशीन लर्निंग पर किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन जब तक आपको मशीन एल्गोरिदम और कार्यप्रणालियों को जानने की वास्तविक जिज्ञासा नहीं होती है जिनका उपयोग मशीन लर्निंग में किया जा सकता है यह जानकारी आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए और यदि आप अधिक रुचि रखते हैं तो आपको अलग अलग साहित्य और विशेष रूप से मशीन लर्निंग की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इसके साथ हम IIoT के लिए मशीन लर्निंग इंट्रोडक्शन पर व्याख्यान के पहले भाग के अंत में आते हैं धन्यवाद